सभी को नमस्कार कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है आज हम एक और महत्वपूर्ण कारक के बारे में बात करेंगे जिसे रक्त मस्तिष्क बाधा कहा जाता है हम कुछ दवाओं को इस रक्त मस्तिष्क बाधा दवाओं का प्रवेश चाहते हैं जो कुछ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र रोगों का इलाज करती हैं ऐसी दवाएं जो मस्तिष्क में बैक्टीरिया के संक्रमण का इलाज करती हैं और इसी तरह जबकि हम नहीं चाहते हैं कि अन्य दवाएं इस रक्त मस्तिष्क बाधा में प्रवेश करें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 इसलिए जब आप अणुओं की मौखिक जैवउपलब्धता देख रहे हैं तो ये नियम बहुत महत्वपूर्ण हैं कई सॉफ्टवेअर गणना करते हैं और जांचते हैं कि क्या ये नियम संतुष्ट हैं जैसा कि हम कुछ और नियम भी देखने जा रहे हैं यह रक्त मस्तिष्क बाधा क्या है और यह प्रवेश कितना महत्वपूर्ण है तो यह उच्च घनत्व कोशिकाओं से बना है जो रक्त प्रवाह से पदार्थों के पारित होने को प्रतिबंधित करता है तो हमारे यहां रक्त प्रवाह होता है फिर हमारे पास मस्तिष्क मस्तिष्क द्रव सीबीएफ होता है इसलिए कुछ चीजें गुजरती हैं पोषक तत्व हो सकता है ऑक्सीजन हो सकता है लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि कई चीजें गुजरें और disturb हों इसलिए यह न्यूरॉन है ये एंडोथेलियल कोशिकाएं हैं जिन्हें एस्ट्रोसाइट कहा जाता है इसलिए यह निश्चित रूप से पोषक तत्वों ऑक्सीजन पानी के रूप में अनुमति देता है इसलिए मूल रूप से यह मस्तिष्क को बाहरी पदार्थों जैसे वायरस बैक्टीरिया से बचाता है जो रक्त में मौजूद हो सकते हैं यह हो सकता है यह बड़े अणुओं को गुजरने से रोकता है इसलिए यह मस्तिष्क को हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर से स्थिर वातावरण बनाए रखता है और इसे होमोस्टैसिस कहा जाता है समस्थिति निरंतर वातावरण तो यह आवश्यक चयापचयों ऑक्सीजन और ग्लूकोज की अनुमति देता है लेकिन अधिकांश अणुओं को रोकता है जो बड़े होते हैं 500 Daltons या अधिक जैसे हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर वायरस बैक्टीरिया को जाने से रोका जाता है तो निश्चित रूप से हम ऐसी दवाएं चाहते हैं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का इलाज करती हैं जिससे गुजरना पड़ता है इसलिए हमें दवाओं को डिजाइन करने की आवश्यकता होती है ताकि संरचनात्मक विशेषताएं इसे BBB से गुजरने की अनुमति दें इसलिए हमारे पास एक दिलचस्प स्थिति है हम सामान्य दवाओं को BBB के माध्यम से pass नहीं करना चाहते हैं जबकि यदि आप सीएनएस या मस्तिष्क के लिए ड्रग्स डिजाइन कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि वे दवाएं गुजरें तो इस BBB की प्राथमिक भूमिकाएँ क्या हैं जैसा कि मैंने कहा कि यह न्यूरॉन्स से परिसंचारी रक्त के घटकों को अलग करता है और इसलिए यह न्यूरोनल सूक्ष्म वातावरण की रासायनिक संरचना को बनाए रखता है यह एक स्थिर वातावरण है जो इन के उचित कार्य के लिए आवश्यक है न्यूरोनल सर्किट इसलिए यह लगभग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की तरह है इसलिए जैसा कि आप जानते हैं कि आपको सभी स्थितियों को निरंतर बनाए रखने की आवश्यकता है सिनैप्टिक ट्रांसमिशन हो रहा है सिनैप्टिक रिमॉडलिंग यह पर्यावरण के कारण और बाहरी वातावरण के संपर्क में और फिर एंजियोजेनेसिस और न्यूरोजेनेसिस के कारण बदल जाता है न्यूरोजेनेसिस का अर्थ है न्यूरल स्टेम सेल और पूर्वज कोशिकाओं से न्यूरॉन्स उत्पन्न होते हैं इसलिए ये चीजें मस्तिष्क के अंदर हो रही हैं और इसलिए BBB को इसके लिए ध्यान रखना होगा यह मस्तिष्क को रोगजनकों से बचाता है और अपेक्षाकृत प्रतिरक्षा विशेषाधिकार को समाप्त करता है तो पद्धति क्या है यह एक अवरोध बनाता है जो यौगिकों को आसानी से प्रवेश करने के लिए सीमित करता है यह अवरोध बहुत तंग है क्योंकि इतने सारे अवरोध झिल्ली बाधाओं में छेद हो सकते हैं वे शिथिल रूप से जुड़ जाते हैं इसलिए यौगिक इन ढीले संयुक्त से गुजर सकते हैं जबकि रक्त मस्तिष्क बाधा बहुत तंग है तो कोई अंतराल नहीं है प्रतिबंधात्मक भौतिक रासायनिक विशेषताएं जो निष्क्रिय प्रसार को सीमित करती हैं इसलिए यह निष्क्रिय प्रसार को होने नहीं देता है उच्च प्रवाह गतिविधि इसलिए इसमें बहुत सारे Pgp प्रकार के efflux सिस्टम हैं जो भी यौगिक इसमें प्रवेश करते हैं वे होते हैं यह अंदर बहुत सारे उच्च efflux पंपों को मिला है रिसाव की कमी मैंने कहा कि टपका हुआ पैरासेल्युलर पारगमन और केशिका की दीवार fenestration or openings इसका मतलब है जबकि अन्य झिल्ली में आपको बहुत अधिक केशिका दीवार फेनस्ट्रेशन मिल सकते हैं लेकिन यहां आपको कोई केशिका दीवार फेनस्ट्रेशन नहीं मिलेगा और विशेष रूप से BBB region में तो यह इस लीक पारगमन को रोकता है लिमिटेड पेनोसाइटोसिस पेनोसाइटोसिस क्या है कोशिकाएं अंदर ले जाती हैं बाह्य द्रव और विलेय जिसे पेनोसाइटोसिस कहा जाता है यह ऊपर उठकर खाने जैसा है इसलिए इसमें इन पेनोसाइटोसिस की अधिकता नहीं होती है इसलिए यह सामग्री प्रवाहित नहीं हो सकती है जैसे कि ऊपर खाना या ऊपर उठना यह चीज का प्रकार नहीं है और एंडोथेलियल कोशिकाओं के भीतर चयापचय होता है इसलिए यौगिकों को मेटाबोलाइज किया जा सकता है और आपको अपट्रैक ट्रांसपोर्टर्स की आवश्यकता होती है जिसका अर्थ है कि ट्रांसपोर्टर्स होना चाहिए जो खींचता है इन सामग्रियों को अंदर ले जाता है तो ये ऐसे तंत्र हैं जिनके द्वारा BBB में पारगमन होता है तो रासायनिक संरचना और BBB penetration के बीच क्या संबंध है रासायनिक गुण निष्क्रिय ट्रांससेलुलर BBB को प्रभावित करते हैं तो हाइड्रोजन बांड स्वीकारकर्ताओं दाताओं वे एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं लाइपोफिसिटी क्योंकि हमारे पास सेलुलर झिल्ली है इसलिए अणुओं को हाइड्रोफिलिक के बजाय घुसने के लिए अधिक लिपोफिलिक होना चाहिए ध्रुवीय सतह क्षेत्र को सीमित करना पड़ता है आणविक भार बहुत बड़ा नहीं हो सकता है अगर बड़ा यह नहीं जाएगा तो अम्लता या क्षारकता pKa मान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मैं आपको दिखाऊंगा कि क्षारीय अणु अंदर प्रवेश कर सकते हैं जबकि अम्लीय नहीं हैं तो यह कैसे प्रभावित करता है यौगिकों के संपर्क में आने से तंत्र कैसे प्रभावित होता है इसलिए हमारे यहां निष्क्रिय प्रसार हो रहा है Pgp efflux जो इसे बाहर फेंकता है तो हमारे पास प्रोटीन बाइंडिंग है इसलिए फिर से यौगिकों को बेअसर कर दिया जाता है या चयापचय होता है आपको बहुत अधिक चयापचय हो सकता है इसलिए घटक खराब हो जाते हैं इसलिए ये हैं निवारक कदम efflux अधिक है binding to protein भी बहुत अधिक है मेटाबोलाइज़्ड उत्पाद छोटे उत्पाद जो हानिरहित हो जाते हैं और आम तौर पर यह होता है आपके पास निष्क्रिय प्रसार है जैसे मैंने पिछले मामले में उल्लेख किया है कि यहां पेनोसाइटोसिस हो रहा है यह BBB barrier और वाहक के रूप में कई चीजें करता है इसलिए ये बाधा कार्य क्या हैं 4 मुख्य पेरासेल्युलर बाधा यह एंडोथेलियल जंक्शनों द्वारा बनता है इसलिए यह इसे प्रतिबंधित करता है पानी में घुलनशील यौगिकों की मुक्त गति पानी में घुलनशील का मतलब हाइड्रोफिलिक यौगिक है तो आपके पास ट्रांससेल्यूलर बाधा है क्योंकि आपके पास एंडोसाइटोसिस का स्तर बहुत कम है जो कि ऊपर और ट्रांसकोसाइटोसिस है इसलिए यह पदार्थों के परिवहन को साइटोप्लाज्म में रोकता है आपके पास एंजाइमी बाधा है एसिटाइलकोलाइनरेज़ क्षारीय फॉस्फेटस गामा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टिडेज़ मोनोमाइन ऑक्सीडेज़ और अन्य ड्रग मेटाबोलाइज़िंग एंजाइमों सहित बहुत सारे एंजाइम होते हैं इसलिए वे अपक्षय में रहते हैं जैसे मैंने आपको दिखाया था कि आप चयापचय को जानते हैं जो एंजाइमी अवरोधक है सेरेब्रल एंडोथेलियम बड़ी संख्या में इफ्लक्स ट्रांसपोर्टरों को व्यक्त करता है यहां बड़ी संख्या में ट्रांसपोर्टर एबीसी ट्रांसपोर्टर एटीपी बाइंडिंग कैसेट ट्रांसपोर्टर्स जैसे एबीसीबी 1 और इसी तरह p glycoprotein तो 4 अलग अलग बाधाएं हैं पैरासेल्युलर इसका मतलब है कि यह एंडोथेलियल जंक्शनों पर बनता है यह पानी में घुलनशील यौगिकों को प्रतिबंधित करता है Transcellular बाधा endocytosis और trancytosis के निम्न स्तर एंजाइमी बाधा बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो अंदर से सामग्री को अवक्रमित करता है सेरेब्रल एंडोथेलियम वहाँ बहुत से efflux ट्रांसपोर्टर हैं इसलिए ये विभिन्न अवरोध हैं अब वाहक ये मस्तिष्क में पोषक तत्वों और चयापचयों को हटाने जैसे पदार्थों को अंदर से बाहर ले जाने के लिए जिम्मेदार हैं ये छोटे लिपिड घुलनशील अणु हैं और O2 और CO2 जैसी गैसें BBB के माध्यम से निष्क्रिय रूप से फैलती हैं जबकि ग्लूकोज और अमीनो एसिड जैसे आवश्यक पोषक तत्वों को मस्तिष्क तक पहुंचने के लिए विशिष्ट परिवहन प्रोटीन की आवश्यकता होती है तो हमारे पास प्रोटीन हैं जो पोषक तत्वों के परिवहन के लिए बहुत विशिष्ट हैं अमीनो एसिड जबकि CO2 O2 जैसी गैसें बहुत निष्क्रिय तरीके से फैलती हैं यह वाहक है तो BBB के 2 अलग अलग कार्य बाधाएं यहां बहुत सारी बाधाएं हैं और वाहक हमारे पास पोषक तत्वों के लिए जिम्मेदार हैं जो इसके माध्यम से पोषक तत्वों को हटाते हैं और गैसों को निष्क्रिय करते हैं और इस BBB में निष्क्रिय रूप से फैल जाते हैं तो BBB टूटने में कौन से रोगात्मक शामिल हैं तो BBB भी टूट सकता है इसलिए अगर यह breakdown हो जाता है तो क्या होता है लोगों को बहुत अधिक दुष्प्रभाव होने शुरू हो सकते हैं अगर उन्हें सामान्य दवाएं भी दी जाएं तो शायद दवाएं या हृदय संबंधी दवाएं क्योंकि breakdown हो जाता है आघात उदाहरण के लिए इसलिए मस्तिष्क के अवरोध मस्तिष्क के माइक्रोवेसल्स की एंडोथेलियल कोशिकाओं द्वारा पाए जाते हैं परिधीय परिसंचरण और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बीच एक गतिशील इंटरफ़ेस प्रदान करते हैं तो यह बहुत तंग जंक्शनों को मिला है उन्हें TJ कहा जाता है जो एंडोथेलियल कोशिकाओं को प्रतिबंधित करने रक्त जनित पदार्थों को रोकते हैं इस्केमिक स्ट्रोक के तहत यह इस टीजे अखंडता को कम कर देता है इसका मतलब है कि बहुत अधिक पैरासेल्युलर पारगम्यता हो सकती है तंग जंक्शन ढीले हो जाते हैं बहुत सारे अंतराल उत्पन्न होते हैं और यह पेरासेल्युलर पारगम्यता में सुधार करता है स्ट्रोक एक है पार्किंसंस रोग पी ग्लाइकोप्रोटीन की कम प्रभावकारिता द्वारा BBB की शिथिलता का मतलब है कि इफ्लक्स पंप बहुत कुशलता से काम नहीं करते हैं इसलिए जो भी सामग्री अंदर आती है वह बाहर नहीं फेंकी जाती है दर्द BBB तंग जंक्शन प्रोटीन अभिव्यक्ति को बदल देता है यह प्रोटीन अभिव्यक्तियों को प्रभावित करता है और यह BBB पारगम्यता को भी प्रभावित करता है HIV फिर से यह तंग जंक्शन व्यवधान को प्रभावित करता है तो वहाँ हो सकता है क्योंकि तंग जंक्शन मैं व्यवधान आया है इसलिए आपको पैरासेल्युलर पारगम्यता हो सकती है इसलिए इन सभी बीमारियों का प्रभाव BBB पर पड़ सकता है और इसलिए जैसे मैंने कहा कि BBB के बजाय दवाओं यौगिकों न्यूरोट्रांसमीटर को शरीर से रोकना वे उन्हें आम तौर पर अनुमति देना शुरू कर सकते हैं तंग जंक्शनों को यहां समझौता किया जाता है ऐसे नियम हैं जिनके द्वारा हम कुछ अणुओं को डिजाइन करने के बारे में सोच सकते हैं जो BBB भेदनेवाला हो सकते हैं या नहीं उदाहरण के लिए मस्तिष्क में रक्त की स्थिर अवस्था सांद्रता और रक्त जो BBB लॉग होता है के बीच का अनुपात इस संबंध द्वारा दिया जाता है Log BBB 00148 PSA 0152 ClogP0139 PSA ध्रुवीय सतह क्षेत्र है LogP हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक संतुलन है इसलिए यदि आप इस समीकरण का उपयोग करके इस लॉग BBB की गणना करते हैं यदि यह 03 है तो हम कह सकते हैं कि वे भेदनेवाला हैं यदि वे 1 हैं तो उन्हें खराब तरीके से वितरित किया जाता है इसका मतलब है कि 1मतलब यह बहुत ही हाइड्रोफिलिक हो सकता है इसलिए वे BBB में प्रवेश नहीं करते हैं जबकि अगर यह 03 है तो वे प्रवेश करते हैं तो ध्रुवीय सतह क्षेत्र एक भूमिका निभाता है log P एक भूमिका निभाता है ध्रुवीय सतह क्षेत्र उच्च साधन है अणु प्रकृति में हाइड्रोफिलिक हैं log P उच्च है इसका मतलब है कि अणु प्रकृति में हाइड्रोफोबिक हैं इसलिए आप उन 2 महत्वपूर्ण भूमिकाएं BBB penetration में देख सकते हैं यह शब्द BBB मस्तिष्क और रक्त में दवा की सांद्रता का अनुपात है यह एक डेटा है एक नियम जो कहता है कि अणु BBB के माध्यम से पारगम्यता है या नहीं एक BBB ध्रुवीय सतह क्षेत्र को रोकने के लिए अन्य नियम नाइट्रोजन ऑक्सीजन की संख्या 6 होनी चाहिए 60 से 70 आणविक भार 450 log D 1 to 3 log P N 0 and N oxygen होना चाहिए 0 तो ये कुछ अन्य पैरामीटर हैं जो आपको यह भी बताते हैं कि क्या कोई अणु BBB पारगम्य हो सकता है या BBB पारगम्य नहीं BBB में ड्रग्स प्राप्त करना जैसे मैंने कहा कि आपको दवाओं की आवश्यकता है यदि आप CNS का इलाज कर रहे हैं यदि आप मस्तिष्क में संक्रमण का इलाज कर रहे हैं या यदि आप मस्तिष्क विकार का इलाज कर रहे हैं इसलिए हमें BBB को बरकरार रखने की आवश्यकता है जो एक बड़ी बाधा है तो 98 छोटे अणु दवाओं और बड़े नैनो चिकित्सीय को BBB से बाहर रखा गया है आणविक भार की तरह यदि यह बहुत बहुत बड़ा है तो वे BBB के माध्यम से प्रवेश नहीं करते हैं BBB के पार पदार्थों का मार्ग जैसा मैंने कहा कि निष्क्रिय प्रसार वसा झिल्ली में घुलनशील पदार्थ कोशिका झिल्ली में घुल जाते हैं और रक्त मस्तिष्क बाधा को पार करते हैं उदाहरण शराब निकोटीन कैफीन अगर यह वसा में घुल जाता है तो यह जा सकता है पानी में घुलनशील पदार्थ जैसे पेनिसिलिन वे नहीं घुलता हैं BBB permeation 100 गुना कम हो जाता है क्योंकि दवा का सतह क्षेत्र 52 एंगस्ट्रॉम से 105 एंग्स्ट्रॉम तक बढ़ जाता है तो अगर आप दोगुना बढ़ाते हैं तो BBB permeation 100 गुना कम हो जाता है उदाहरण के लिए 200 डाल्टन के द्रव्यमान वाली दवा में 52 एंगस्ट्रॉम का सतह क्षेत्र हो सकता है जबकि 450 डाल्टन वाली दवा में 105 एंगस्ट्रॉम का क्षेत्र हो सकता है इसलिए यह घट जाती है BBB permeation दवा में जोड़े गए हाइड्रोजन बांड के प्रत्येक जोड़े के अतिरिक्त के साथ तेजी से घटता है इसलिए यदि आप निश्चित रूप से हाइड्रोजन बांड जोड़ते रहते हैं तो आप अणुओं की हाइड्रोफिलिसिटी बढ़ा रहे हैं तो permeationतेजी से घट जाती है ये इस संदर्भ से ली गई हैं तो कौन सी दवाएं हैं जो BBB को पार करती हैं जैसा कि मैंने उल्लेख किया है opioid दर्दनाशक दवाओं मॉर्फिन कोडीन हाइड्रोकोडोन फेंटेनल हेरोइन इन सभी ओपियोइड एनाल्जेसिक्स वे BBB को पार करते हैं CNS उत्तेजक कोकीन बस आपकी कॉफी में पाया जाने वाला एम्फ़ैटेमिन और MDMA ecstasy ये सभी ड्रग्स हैं और फिर ट्रैंक्विलाइज़र हैं जो GABA receptors जैसा कि benzodiazepines barbiturates alcohol हैं वे BBB को पार करते हैं एंटीडिप्रेसेंट जो मस्तिष्क में सेरोटोनिन के स्तर को बढ़ाता है ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स और सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीप्टेक इनहिबिटर इसलिए वे सभी BBB को पार करते हैं एलएसडी psilocybin mescaline tetrahydrocannabinol इन कैनबिस प्रकार की दवाओं में से कुछ जैसे वे BBB को पार करते हैं डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स जो एनडीएमए विरोधी हैं केटामाइन क्लोरोफॉर्म और phencyclidine वे BBB को भी पार करते हैं तो बहुत सारी दवाएं इसे पार करती हैं जो आप जानते हैं ओपिओइड उत्तेजक ट्रैंक्विलाइज़र एंटीडिपेंटेंट्स इसलिए आपको कुछ विकार का इलाज करने के लिए दवाओं की भी आवश्यकता होती है इसलिए आपको कुछ दवाओं की आवश्यकता होती है जो BBB को पार कर सकती हैं इस संरचना को दिलचस्प रूप से देखें इसे हेरोइन कहा जाता है इसे मॉर्फिन कहा जाता है यदि आप मॉर्फिन और हेरोइन को देखते हैं तो हेरोइन को यहां अतिरिक्त एसिटाइल समूह मिला है जैसा कि आप देख सकते हैं इसलिए एक एसिटिलिकेशन हो रहा है तो यह थोड़ा अधिक हाइड्रोफोबिक हो जाता है इसलिए लिपिड घुलनशीलता बढ़ जाती है इसलिए मॉर्फिन की तुलना में इसकी शक्ति 2 गुना है क्योंकि यह अधिक लिपिड बन जाता है इसलिए यह लिपिड घुलनशील है इसलिए यह BBB को पार कर सकता है तो हेरोइन को मॉर्फिन की तुलना में 2 गुना शक्ति मिल गई है इसलिए दवा को थोड़ा अधिक लिपिड घुलनशील बनाएं आप BBB penetration बढ़ाते हैं 75 CNS दवाएं क्षारीय हैं 90 neutral हैं इसलिए क्षारीय दवाएं BBB अम्लीय भेदन कर सकती हैं आपके पास एक क्षारीय दवा यहां अम्लीय दवा है इसलिए ये दवाएं आसानी से प्रवेश कर सकती हैं इसलिए यदि आप केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के लिए दवाओं को डिजाइन कर रहे हैं तो अधिक क्षारीय दवाओं को देखें न कि अम्लीय दवाओं को क्योंकि अम्लीय दवाएं BBB के माध्यम से प्रवेश नहीं करेंगी इतना है कि BBB penetrating के लिए घटकों को डिजाइन करने या BBB penetrating से यौगिकों को रोकने का एक तरीका है CNS संक्रमण का इलाज करने के लिए आदर्श यौगिक इसका मतलब है कि अगर मस्तिष्क क्षेत्र में कोई संक्रमण हो या मस्तिष्कमेरु क्षेत्र में संक्रमण हो तो हमें बहुत अधिक एंटी बैक्टीरियल की आवश्यकता होती है इसलिए अणु छोटा होना चाहिए और मध्यम रूप से लिपोफिलिक होना चाहिए इसलिए लगभग 1 से 10 partition coefficient के pH 74 पर लिपिड जल विभाजन प्लाज्मा प्रोटीन binding का निचला स्तर क्योंकि हम नहीं चाहते कि यह BBB से बाहर निकले लगभग 1 लीटर प्रति किलोग्राम के वितरण की मात्रा Pgp का एक मजबूत लिगैंड नहीं है आप नहीं चाहते कि यह सही तरीके से एक निष्कासन हो इसलिए यह इन efflux pump में से किसी का भी लिगैंड नहीं होना चाहिए जो रक्त मस्तिष्क या रक्त में स्थित हैं CSF जो मस्तिष्कमेरु द्रव अवरोध है उदाहरण के लिए तपेदिक के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कुछ विरोधी संक्रामक दवाएं आइसोनियाज़िड पाइरिज़ाइनमाइड लाइनज़ोलिड मेट्रोनिडाज़ोल फ्लुकोनाज़ोल और कुछ फ़्लोरोक्विनोलोन रक्त के अनुपात में 1 litrekh के लिए एक अच्छा CSF प्राप्त करते हैं इसलिए वे CNS संबंधित संक्रमण के उपचार के लिए बहुत मूल्यवान दवाएं हैं इसलिए यह वह रणनीति है जो छोटे अणुओं के बारे में सोच सकती है जो मामूली लिपोफिलिक है यह नहीं करना चाहिए इसमें प्लाज्मा प्रोटीन बाध्यकारी का निम्न स्तर होना चाहिए यह पीजीपी एफ्लक्स पंप के लिए लिगैंड में नहीं होना चाहिए वितरण की मात्रा लगभग 1 लीटर प्रति किलोग्राम शरीर के वजन के बराबर होनी चाहिए हमने रक्त मस्तिष्क बाधा को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण मापदंडों में से एक के रूप में देखा है अब हम इस P glycoprotein efflux ट्रांसपोर्टर को देखते हैं क्योंकि यह सिस्टम से बाहर दवाओं के प्रवाह में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है चाहे वह प्लाज्मा क्षेत्र में हो या रक्त मस्तिष्क क्षेत्र या किसी अन्य भाग में हो ये लगभग 70 kilo Dalton transmembrane glycoproteins हैं इसलिए वे यौगिक को सिस्टम से बाहर फेंक देते हैं इसलिए ड्रग्स अगर वे पकड़े जाते हैं और वे बाहर फेंक दिए जा सकते हैं तो हमें अणुओं को डिजाइन करने की आवश्यकता है जो हो सकते हैं जिसमें कम Pgp बाध्यकारी क्षमता है यह क्या है ये ट्रांसपोर्टर्स के एटीपी बाइंडिंग कैसेट परिवार के सदस्य हैं उनमें से लगभग 50 ज्ञात हैं और वे शरीर के विभिन्न हिस्सों में पाए जाते हैं इसलिए उदाहरण के लिए यदि आप बहु दवा प्रतिरोधी रोगों को देखते हैं तो आपको इनमें से बहुत से ATPs उपपरिवार मिल जाएंगे कई अलग अलग उप परिवार और परिवार हैं वे कोशिकाओं से कई बाहरी पदार्थों को पंप करते हैं वे शरीर के कई ऊतकों अर्थात् BBB छोटी और बड़ी आंत यकृत गुर्दे अधिवृक्क ग्रंथि गर्भवती गर्भाशय में मौजूद होते हैं इसलिए इसका लक्ष्य किसी भी बाहरी पदार्थ को बाहर फेंकना है जो सिस्टम के लिए विषाक्त हो सकता है और इसलिए यदि दवा पकड़ी जाती है तो उसे बाहर भी फेंक दिया जा सकता है P glycoprotein की वृद्धि आंतों की अभिव्यक्ति दवाओं के अवशोषण को कम कर सकती है जो P glycoprotein के लिए सब्सट्रेट हैं इसलिए यह जैव उपलब्धता को कम करता है इसलिए यदि आंत में बहुत सारे पीजीपी मौजूद हैं तो वे बाहर फेंक दिए जाते हैं इसलिए वे प्राप्त करते हैं GI में bioavailability नहीं होता है और इसलिए दवा की जैव उपलब्धता कम हो सकती है इसलिए P glycoprotein अभिव्यक्ति में कमी के कारण supra therapeutic प्लाज्मा सांद्रता और दवा विषाक्तता हो सकती है यदि ग्लाइकोप्रोटीन अभिव्यक्ति में कमी हैं तो दवा की मात्रा बढ़ सकती है जो उच्च प्लाज्मा सांद्रता या विषाक्तता के लिए अग्रणी हो सकती है तो जिन लोगों को Pgp की बड़ी अभिव्यक्ति हो सकती है प्लाज्मा में एक ही दवा के अलग अलग सांद्रता हो सकते हैं और जिन लोगों में Pgp की उच्च अभिव्यक्तियाँ होती हैं उनमें प्लाज्मा क्षेत्र में इस विशेष दवा की कम सांद्रता हो सकती है मूत्र पित्त और आंतों के लुमेन में कोशिकाओं से विषाक्त चयापचयों और xenobiotics को हटाना वास्तव में वे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे कोशिकाओं से सभी विषाक्त चयापचयों और xenobiotics को बाहर निकालते हैं इसलिए वे एक अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन दवाओं को भी सिस्टम से बाहर निकाल दिया जा सकता है क्योंकि Pgp इफ्लक्स क्रिया के कारण रक्त मस्तिष्क बाधा के पार मस्तिष्क से बाहर यौगिकों का परिवहन वे भी बाहर फेंकने का एक महत्वपूर्ण काम करते हैं जैसे मैंने पिछले अनुभाग में उल्लेख किया था Pgp परिवार BBB क्षेत्र में काफी पाए जाते हैं तो साइटें कहां हैं यह प्रोस्टेट सभी साइटों में पाया जाता है 42 13 प्रोस्टेट स्तन पाचन तंत्र बहुत अधिक है अग्न्याशय और यकृत फेफड़े ब्रोंकाइटिस ब्रोन्कस मूत्राशय और इतने पर तो वे कीमो थेरेपी प्रतिरोध बन जाते हैं रोगियों कीमोथेरेपी प्रतिरोध बन जाते हैं Pgp की उच्च अभिव्यक्तियाँ और इसलिए दवा प्रतिरोध होता है इसलिए आप देख सकते हैं कि कीमोथेरेपी के प्रतिरोधी होने के कारण कई मौतें हो सकती हैं और यहाँ Pgp बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कैंसर रोधी दवाओं के प्रतिरोध के तंत्र क्या हैं उदाहरण के लिए कैंसर रोधी दवाओं की कोशिकाओं में वृद्धि में कमी होती है इसलिए apoptosis कम हो जाता है परिवर्तित कोशिका चक्र चौकियों दवाओं का चयापचय बढ़ जाता है लक्ष्य बढ़ जाता है या बदल जाता है क्षतिग्रस्त मरम्मत बढ़ जाती है कंपार्टमेंटलाइज़ेशन इसलिए ये सब होता है और इसके अलावा वृद्धि हुई है इसलिए ये सभी कारण हैं कि कैंसर विरोधी दवाएं बिना चिकित्सीय मूल्य के बन जाती हैं Pgp विशेष रूप से कोशिकाओं के अंदर दवा की एकाग्रता को बहुत कम मूल्य पर रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसलिए दवा या दवा की प्रभावकारिता बहुत कम हो जाती है इसलिए हमें Pgp की कार्रवाई को समझने की आवश्यकता है और हमें इसकी आवश्यकता है समझें कि कैसे या किस प्रकार के अणु Pgp सब्सट्रेट बन सकते हैं और इसलिए बाहर फेंक दिए जाते हैं और किस प्रकार के अणु इस Pgp इफ्लक्स क्रिया से बच सकते हैं इस प्रकार यदि यह Pgp प्रवाह क्रिया से बच सकता है तो प्लाज्मा क्षेत्र में दवा की सांद्रता अधिक होगी और इसलिए यह प्रभावी रूप से कार्य कर सकती है इसलिए हम आने वाले स्लाइड्स में इस Pgp के बारे में भी देखेंगे उदाहरण के लिए यदि आप यह देखते हैं कि ड्रग्स कोशिकाओं में कैसे आते हैं अगर आप एंटी कैंसर ड्रग्स लेते हैं तो यह vinblastine doxorubicin diffusion के माध्यम से फैलता है परिवहन न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स इसलिए ट्रांसपोर्टर्स हैं जो परिवहन करते हैं एंडोसाइटोसिस इसलिए यह आपके सभी इम्युनोटोक्सिन की तरह ही बड़ा होता है बड़े अणु हमेशा इस से गुजरते हैं बड़े अणु इस प्रसार और परिवहन से नहीं गुजर सकते हैं इसलिए यदि आपने ABC ट्रांसपोर्टरों को व्यक्त किया है तो आपके पास कम कार्यात्मक uptake ट्रांसपोर्टर्स दोषपूर्ण एंडोसाइटोसिस है इसलिए आपको प्रतिरोध करने में समस्या हो सकती है क्योंकि ड्रग्स सेल के अंदर तक नहीं पहुंचते और पहुंचते हैं यह चित्र दिए गए इस संदर्भ से लिया गया है इसलिए हम Pgp efflux पंप ट्रांसपोर्टरों के इस विषय पर अधिक जारी रखेंगे और कैसे वे कोशिकाओं द्वारा हासिल किए गए प्रतिरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और कैसे हमें इस Pgp efflux ट्रांसपोर्टरों से बचने के लिए दवाओं को डिज़ाइन करने की आवश्यकता है आपका समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद